और हमने पिछली कक्षा में रिफ्लेक्टर प्रणाली की डिरेक्टिविटी को विभिन्न एफिशिएंसी में लिखा है इसलिए इसमें से हमने यहाँ तक लिखा है बाद में अन्य एफिशिएंसी होंगी हमने स्पिलओवर एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन का भी पता लगाया है इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको याद है कि आपने स्पिलओवर एफिशिएंसी एक्सप्रेशन को फ़ीड की डिरेक्टिविटी के रूप में लिखा है और एपर्चर एफिशिएंसी के बारे में हमने कहा है कि यह तीन एफिशिएंसी का उत्पाद है इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी पोलेराइज़ेशन एफिशिएंसी और यूनिफार्म फील्ड एफिशिएंसी इसलिए जब हमने इन दोनों को एक ही इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी एक्सप्रेशन माना है जो हमने इस पर लिखा है अब कई मामलों में पावर रेडिएशन पैटर्न azimuthal कोण phi पर निर्भर नहीं होता है तो अगर हम कहते हैं कि gθϕ phi से स्वतंत्र है तो यह समीकरण आसानी से सरल हो जाता है क्योंकि यह d phi जो इस इंटीग्रेशन से आता है तो ये 2 pi अंश और हर दोनों में आसानी से निकल जाती है तो मैं लिखता हूं कि gθϕ यदि यह q से स्वतंत्र है तो आप इस एपर्चर इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी को और सरल कर सकते हैं जो 8f square by a square होगी अब gθϕ केवल gθ हो जाता है और ये पहले से ही आप देखते हैं कि हमने f by d ratio पाया तो यह एक्सप्रेशन f by d ratio से संबंधित हो सकती है इसलिए उसको रखकर हम यह लिख सकते हैं कि यह 32 क्योंकि यहाँ से f square by a square मैं f by d square into this third bracket वैसा का वैसा लिख सकता हूँ हमने देखा है की इसे 2 in terms of the angular aperture 2 cot square phi by 4 into this के शब्दों में लिख सकते है तो ये दिखाता है कि यहां के लिए आप देखते हैं कि G इनके बराबर है तो अगर हम अधिकतम गेन प्राप्त करना चाहते हैं अधिकतम ηA ηS एपर्चर एफिशिएंसी into स्पिलओवर एफिशिएंसी प्राप्त करना चाहते हैं अब एपर्चर एफिशिएंसी मूल रूप से यह इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी into यह है इसलिए एक बार के लिए हम इसे 1 रखते है तो यह एफिशिएंसी अब यहाँ दिखती है इसलिए यहां से हम देख सकते हैं कि अधिकतम ऑप्टिमाइजेशन जो हम कर सकते हैं तो एपर्चर एफिशिएंसी को अधिकतम किया जा सकता है अब मैं लिख सकता हूं कि यदि हम दो काम करते हैं तो एपर्चर एफिशिएंसी अधिकतम हो सकती है एक यह है कि हम छोटे एंगुलर एपर्चर का उपयोग करते हैं क्योंकि आप उस फ़ंक्शन साई को देखते हैं तो साई का कम मान आपको अधिक एपर्चर एफिशिएंसी देगा तो एक बात कम एंगुलर एपर्चर है और पहले हमने देखा है कि यदि हम g लेते हैं तो फीड पावर पैटर्न जो sec power 4 theta by 2 के समानुपाती है तो हम भी बढ़ा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए समस्या है कि अगर हम इस विकल्प को लेते हैं तो स्पिलओवर एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि यह एक पैटर्न बन जाता है जिसमें किनारों में बहुत अधिक विकिरण होता है तो इसीलिए अलग से यह इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी नहीं हो सकती है इसलिए अब हमें एक फ़ंक्शन ढूंढना होगा जो इसे अधिकतम कर सके इसलिए sec फ़ंक्शन लेने के बजाय अब लोगों ने पता लगाया है कि हमारे पास एक बेहतर फ़ंक्शन हो सकता है मान लीजिए फ़ीड रेडिएशन पैटर्न कुछ 2 n plus 1 cos power n theta की तरह है इसका मतलब है sec 4 theta के बजाय हम cos theta कुछ शक्ति इस क्षेत्र में 0 से theta से phi by 2 लेते हैं और बाकि और जगह 0 लेते हैं अब यह कारक 2 n plus 1 जिसे इस कारण से चुना जाता है हम देख सकते हैं कि अगर किसी फीड में यह पावर पैटर्न है तो कुल विकिरणित पावर क्या है तो फ़ीड द्वारा निकाली गई कुल शक्ति 0 to 2 pi 0 to pi by 2 तक होगी फिर gθ sin theta d theta d phi अब इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह पहले से ही d theta है तो यह phi इंटीग्रेशन निकलेगा और यदि आप इसका मूल्यांकन करते हैं क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करना आसान है तो आप पाएंगे कि यह 4 pi हो जाएगा तो यही कारण है कि कुल रेडिएटेड पावर यह हो जाती है इसलिए इस विकल्प के साथ हम अब यह जान सकते हैं कि फ़ीड डिरेक्टिविटी क्या है Df 4 pi होगा और उसके बाद कुल रेडिएटेड पावर द्वारा अधिकतम gθ होगा तो अधिकतम g cos n theta का अधिकतम मान 1 हो सकता है तो इसका मतलब है कि यह 2n प्लस 1 और कुल रेडिएटेड पावर 4 pi होगा जिसकी अभी हमने गणना की है तो यह इसको रद्द कर देता है और डिरेक्टिविटी 2 into n plus 1 हो जाता है इसलिए यह विचार था इसलिए अब अगर आपको याद है कि यदि आप इस स्पिलओवर एफिशिएंसी एक्सप्रेशन को देखते हैं तो पहले बताया गया था कि स्पिलओवर एफिशिएंसी इन Df के शब्दों में है तो हम Df के इस मान को वहां रख सकते हैं तो स्पिलओवर एफिशिएंसी यह हो जाती है आप पैटर्न को जानते हैं तो इसका मतलब है कि यह g theta एक्सप्रेशन आप जानते हैं तो आप इसे रख सकते हैं यह 2 n plus 1 0 to 2 pi 0 to psi by 2 2 n plus 1 cos n theta by 4 pi into 2 n plus 1 sin theta d theta d phi होगा इसे आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है और यह 1 minus cos psi by 2 whole to the power n plus 1 हो जाएगा यह स्पिलओवर एफिशिएंसी होगी और अब gq ϕ के इस मान के साथ इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी क्या होगी ηi 4f square a square 0 to 2 pi 0 to psi by 2 root over 2 n plus 1 cos to the power n by 2 theta tan theta by 2 d theta d phi this thing square divided by 0 to 2 pi 0 to psi by 2 2 n plus 1 cos power n theta sin theta d theta d phi है अब यह आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं लेकिन हर में वास्तव में हम कुछ करेंगे तो हम अंश में 2 n plus 1 4 pi square 0 to psi by 2 cos theta n by 2 tan theta by 2 d theta whole square देखते हैं और हर में हम 2 n plus 1 into 2 pi में लिखते हैं लेकिन इसके स्थान पर यह तो क्या रहेगा 0 to psi by 2 cos n theta sin theta d theta अब यहां हम स्पिलओवर एफिशिएंसी की एक्सप्रेशन डालेंगे तो इसके बजाय हम ηs by n plus 1 लिखेंगे अब जो हमें देगा आप देखते है ηs ηi product है जिसे अधिकतम करना आसान होगा तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ηi ηs कि 8f square by a square n plus 1 0 to psi by 2 cos theta n by 2 tan theta by 2 d theta whole square इसलिए इसे अधिकतम करने की आवश्यकता है इसलिए इसे लोगों ने और आगे बढ़ाया है अब यह इंटीग्रेशन विषम n के लिए 0 है और सम n के लिए non zero है तो यह cot square psi by 4 के रूप में लिखा जा सकता है तब इसके मूल्य को लोगों ने निकाला है तो केवल सम n के लिए यह non zero है तो वे मान 24 sin square psi by 4 plus l n cos psi by 4 whole square हैं n बराबर 2 के लिए 40 sin 4 phi by 4 plus l n cos psi by 4 whole square n बराबर 4 के लिए 14 half sin square phi by 2 plus one third 1 minus cos psi by 2 whole cube plus 2 l n cos psi by 4 whole square n बराबर 4 के लिए 18 half sin square phi by 2 plus one third 1 minus cos phi by 2 whole cube plus 2 l n cos psi by 4 minus one fourth 1 minus cos 4 phi by 2 जब यह whole square तब n 8 के बराबर है इसलिए ये वक्र उपलब्ध हैं आप इन वक्रों को f के फ़ंक्शन के रूप में आसानी से रख सकते हैं इसलिए यदि आप चित्र को देखते हैं तो यह एंगुलर एपर्चर के एक फ़ंक्शन के रूप में दिखता है तो आप देखते हैं कि प्रत्येक वक्र में एक अधिकतम चीज है तो n बराबर 2 के लिए आपको अधिकतम मिल रहा है मैं 130 डिग्री एपर्चर के आसपास कुछ कह सकता हूं इसलिए अगर हम एंगुलर एपर्चर को 130 डिग्री पर ले जाते हैं तो हमें आगे n बराबर 2 के लिए अधिकतम एफिशिएंसी मिलती है इसी तरह n बराबर 4 के लिए यह कुछ 110 डिग्री है n बराबर 6 के लिए यह 90 डिग्री के बराबर है और n बराबर 8 के लिए लगभग 80 डिग्री आदि है इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यदि हम अलग से स्पिलओवर एफिशिएंसी देखते हैं तो यह दिखाता है कि स्पिलओवर एफिशिएंसी लगभग 100 प्रतिशत तक जाती है जितना अधिक हम n का मान देते हैं और यह स्पष्ट है क्योंकि n क्या है भौतिक रूप से यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो n क्या है n यहां से आया है कि जितना अधिक निर्देशित फ़ीड कॉस फ़ंक्शन जो आप बना रहे हैं मानाकि आपके पास एक कॉस फ़ंक्शन है आम तौर पर यह हैं लेकिन यदि आप square करते हैं तो यह अधिक पिकी होगा जिसका मूल्य यह होगा यहाँ हम देखते हैं कि यदि आपके पास ये अधिक पिकी चीज़ होगी तो यह कुछ इस तरह का होगा कि एक और कारक बन जाएगा जो कुछ इस तरह का होगा तो इसका मतलब है अगर मैं इसे और अधिक निर्देशित करता हूं तो जाहिर है स्पिलओवर कम होगा तो यह इस ग्राफ द्वारा दिखाया गया है कि 8 तक यदि आप लेते हैं तो यह बहुत छोटा एंगुलर एपर्चर है जो इसे ज्यादा करने के लिए तैयार है तो मुख्य बात यह है कि संयुक्त रूप से आप आसानी से पता कर सकते हैं तो इन दो आंकड़ों से डिजाइनर एंगुलर एपर्चर चुनता है और निर्णय लेता है अब फिर इन सभी को व्युत्पन्न करते हुए हमने मान लिया है कि एपर्चर में यूनिफार्म फील्ड इल्लुमिनेशन है लेकिन जाहिर है cos to the power n theta प्रकार का एक्साइटेशन होगा तो टेपर क्या होगा उसकी भी हम गणना कर सकते हैं कि क्षेत्र में एम्पलीटूड टेपर क्या होगा तो हम कहते हैं कि हमने इस चित्र से चुना है कुछ ऑप्टिमम psi का मूल्य तो हमें इसे ψopt करने दें तो हम जानते हैं कि gψopt by 2 जो 2 n plus 1 cos n ψopt by 2 होगा इसलिए हमने पहले से ही फ़ीड पैटर्न के शब्दों में एपर्चर पावर डेंसिटी P में पावर डेंसिटी का पता लगा लिया है इसलिए हम उस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं अब मैं इस फीड पावर पैटर्न का मूल्य डाल रहा हूं इसलिए एक बार जब मैं ये जान लेता हूं तो यह स्पष्ट है कि एपर्चर क्षेत्र के किनारे क्या होगा कृपया याद रखें कि यह एम्पलीटूड पैटर्न है फ़ील्ड एम्पलीटूड नहीं यह पावर पैटर्न है जिससे मैं किनारे पर फ़ील्ड एम्पलीटूड लिख रहा हूं यह पावर पैटर्न एपर्चर पैटर्न है तो किनारे पर फ़ील्ड एम्पलीटूड इसका मतलब है वहाँ मेरा कोण ऑप्टिमम है इसलिए यह root over P के समानुपाती है और केंद्र पर फ़ील्ड एम्पलीटूड जो जब यह कोण 0 होगा तब हो जाएगा तो आप जानते हैं कि आप cos कोण में रख सकते हैं तो root over 2 n plus 1 by inside bracket f square or outside f जो भी तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीटूड टेपर क्या होगा Aedge versus Acentre half cos n by 2 होगा इसलिए n बराबर 2 के लिए हमने जो ग्राफ देखा है ψopt लगभग 130 डिग्री है तो हम यह कह सकते हैं कि इसे एपर्चर टेपर कहा जाता है यदि आप गणना करते हैं तो यह minus 1044 dB हो जाएगा याद रखें कि इस dB की गणना करने के लिए यह एपर्चर टेपर हमने 20 log लिया है क्योंकि यह क्षेत्र है n बराबर 4 के लिए ऑप्टिमम एंगुलर एपर्चर उस ग्राफ से 110 degree है तो टेपर minus 1174 dB है n बराबर 6 के लिए इस ग्राफ से यह लगभग 90 degree है तो एम्पलीटूड टेपर यह minus 1642 dB है इसके अलावा आप फ़ीड रेडिएशन पैटर्न पर संबंधित टेपर पा सकते हैं तो फीड पॉवर टेपर क्योंकि फीड का डिज़ाइनर यह मान है जिसे gψopt by 2 by g द्वारा दिया जाएगा तो यह n बराबर 2 के लिए हम लिख gtaper सकते हैं तो यह मान 130 डिग्री था तो g of 65 आप इसे डाल सकते हैं और कृपया यहाँ याद रखें कि यह 10 log d होगा क्योंकि यह एक पावर पैटर्न है तो ये minus 748 dB हो जाता है n बराबर 4 के लिए gtaper minus 966 dB हो जाता है n बराबर 6 के लिए gtaper minus 903 dB हो जाता है तो यह आपको दिखाता है तो हम कर सकते हैं इसलिए इस से लोगों को पता चला कि विभिन्न ग्राफ़ इस बात को कहते हैं कि मैंने जो भी कहा है वह वास्तविक मानों के शब्दों में एपर्चर फ़ील्ड है यदि आप इसे dB में देते हैं तो अंतर होगा और यह gtaper है यह एपर्चर फील्ड टेपर है n की अलग अलग मान पर तब यह वर्त्तीय होगा एपर्चर इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी इसका मतलब है ηx और एपर्चर फ़ील्ड के लिए अधिकतम साइड लोब लेवल इसलिए ηi के लिए आपको कितना मिलता है तो आप देखते हैं कि यदि हम इस एपर्चर टेपर को अधिक से अधिक होने के लिए लेते हैं तो आप देखते हैं कि इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी वास्तव में गिरती है और साइड लोब लेवल आप देखते हैं कि अगर हम एपर्चर टेपर को बढ़ाते हैं तो साइड लोब लेवल वास्तव में निचे गिर जाता है क्योंकि यह minus 40 है तो यह अच्छा है इसका मतलब है यदि आप अधिक टेपर देते हैं तो साइड लोब नीचे गिर जाता है जो कि गुणात्मक रूप से हमने पहले कहा था इसलिए एपर्चर फील्ड टेपर के समान वितरण की तुलना में आमतौर पर साइड लोब में 25 dB की कमी होती है इसलिए कम्युनिकेशन में मैंने पहले ही बताया है कि साइड लोब यह कमी अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए लोगों के पास है तो उस चीज पर आपको विचार करना चाहिए कि आपको क्या एफिशिएंसी मिल रही है इसलिए इसके आधार पर आपको एपर्चर इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी को संशोधित करना होगा इसका मतलब है जहां से हमने शुरुआत की है तब होगा हम यह सोच सकते हैं हमारे पास जो कुछ भी है वह इस बात पर चर्चा करे वास्तव में मेरे पास एक बड़ी सतह है और वहां हम मान रहे हैं कि वहाँ एक पोलेराइज़ेशन हैं लेकिन वहाँ भी होगा क्योंकि यह एक एपर्चर सतह है तो इस पार पोलेराइज़ेशन क्षेत्र को रोकने का कोई मतलब नहीं है तो कुछ क्रॉस पोलराइज्ड फील्ड आएंगे क्योंकि वहाँ हॉर्न भी उस क्रॉस पोलराइज्ड को दे रहा है तो वहाँ बिखराव है फ़ीड पर विभिन्न रिफ्लेक्शन हैं इसलिए यह सब क्रॉस पोलराइज्ड फील्ड देता है इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम वहां नहीं जा रहे हैं तो आइए हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं मान लीजिये हमारे पास एक 10 मीटर व्यास का रिफ्लेक्टर है f by d ratio of 05 के साथ एक 10 मीटर व्यास का रिफ्लेक्टर है क्योंकि आम तौर पर इस रिफ्लेक्टर को इस तरह निर्दिष्ट किया जाता है और आवृत्ति ऑपरेटिंग आवृत्ति 3 GHz है फ़ीड में एक पैटर्न होता है जो फ़ीड पैटर्न सममित होता है और g theta 6 cos square theta के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि आप देखते है यह वास्तव में हमारे ऑप्टिमम फ़ीड वितरण से संतुष्ट हैं जो लोगों ने पाया है तो यहाँ n 2 के बराबर है इसलिए 2 n plus 1 6 है और यह cos square theta है तो पहले पता करें कि ओवरआल एफिशिएंसी क्या है इसका मतलब है आइए हम अन्य एफिशिएंसी देखते है तो मूल रूप से हमें ηi ηs को निकालना होगा तो पहली बात यह है कि हम f by d अनुपात जानते हैं f by d अनुपात वास्तव में हमें एंगुलर एपर्चर देता है क्योंकि हम जानते हैं कि f by d कुछ भी नहीं है लेकिन one fourth cot psi by 4 है और इसे 05 के रूप में निर्दिष्ट कर सकते है इसलिए वहां से मैं ψ पता लगा सकता हूं जो 10626 डिग्री होगा तो अब हम ηi ηs का पता लगा सकते हैं क्योंकि ηi ηs cot square ψ by 4 into 24 sin square ψ by 4 plus l n cos ψ by 4 whole square है यह एक्सप्रेशन मैं पहले ही दे चुका हूं इसलिए यदि आप गणना करते हैं तो आप देखेंगे कि यह मान 075 है तो जाहिर है यह एक ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि f by d अनुपात दिया हुआ है इसलिए हम इसे नहीं चुन सकते थे अगर हमारी बात होती तो हम ग्राफ से ηi ηs को अधिकतम करने के लिए चुन सकते थे हम n बराबर 2 के लिए पा सकते हैं जो 130 डिग्री होगा लेकिन यहां यह वास्तव में 106 डिग्री है इसलिए यह 075 आ रहा है अब चूँकि a दिया हुआ है और क्या उस रिफ्लेक्टर का व्यास दिया हुआ है तो तुरंत मुझे पता है कि व्यास कितना दिया हुआ है और आवृत्ति भी दी हुई है डिरेक्टिविटी क्या होगा डिरेक्टिविटी की गणना आसानी से की जा सकती है एपर्चर डिरेक्टिविटी कृपया याद रखें कि यह एपर्चर डिरेक्टिविटी है यहाँ आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में एक पैराबोलॉइड डिश है यह हॉर्न फीड है आप यहां हॉर्न फीड देख सकते हैं यह हॉर्न है यह एक आयताकार हॉर्न के बजाय गोलाकार हॉर्न है यह फोकस पर है और एपर्चर का अर्थ है यह गोलाकार क्षेत्र हम देखते हैं कि यह यहां वृत्त है काल्पनिक वृत्त जो एपर्चर है उसे व्यास कहा जा रहा है तो f by d अनुपात का मतलब इस व्यास तथा f फोकल का अनुपात से है तो एपर्चर डिरेक्टिविटी 4 pi by lambda not square into pi a square होगा तो आवृत्ति 3 GHz है इसका मतलब है आपके पास 10 सेमी और a 10 मीटर है इसलिए यदि आप उन सभी मूल्यों को रखते हैं जो हम देखेंगे कि यह 4994 dB है और फिर गेन क्या होगा इस रिफ्लेक्टर प्रणाली का गेन यहाँ हम मानते हैं कि अन्य एफिशिएंसी सभी 1 हैं ηi और ηs को हमने निकाला है तो गेन η into D होगा इसलिए η 075 है और यह गेन निरपेक्ष मूल्य 98696 है इसलिए यह 4869 dB हो जाता है और अब स्पिलओवर एफिशिएंसी क्या है स्पिलओवर एफिशिएंसी क्योंकि हम जानते हैं कि एपर्चर से हम स्पिलओवर एफिशिएंसी पा सकते हैं 1 minus cos psi by 2 n plus 1 तो यह 0784 होगा तो 784 प्रतिशत और फिर इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी क्या है चूँकि मुझे पता है कि ηi ηs ηi by ηs के बराबर है मैंने 075 by 0784 पाया है तो वह है 9566 प्रतिशत इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी अब अन्य एफिशिएंसी भी होंगी जो हमने नहीं कही हैं उनमें से एक सरफेस रफनेस है दरअसल जिस सरफेस को आप यहां देख रहे हैं उसमें किरणें आ रही हैं इसलिए यदि सरफेस में सरफेस रफनेस है तो कुछ त्रुटि होगी क्योंकि यहां हम मान रहे हैं कि किरणें नियमित रूप से परावर्तित होती हैं लेकिन सरफेस इम्पर्फेक्शन के कारण a होगा तो यह सरफेस एरर के शब्दों में निर्दिष्ट है तो किसी भी डिश एंटीना के निर्माण के लिए वास्तव में निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण बात है सरफेस रफनेस वास्तव में रैंडम एरर निर्दिष्ट है कि सरफेस एरर कितनी है तो उस संदर्भ में लोगों ने पाया है कि एक रैंडम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो वे मानते हैं और इससे सरफेस रफनेस ज्ञात करने के सूत्र हैं तो उस एफिशिएंसी को ηr कहा जाता है आप यह भी देख सकते हैं कि यह प्रॉब्लम वास्तव में हम बाद में चर्चा करेंगे यहाँ इन रेज़ को देखिये यहाँ गति हो रही है लेकिन फ़ीड को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था है आप देखें कि यह पूरी व्यवस्था फीड को बनाए रखने के लिए है तो यह फीड है और इसकी सहायक चीज केबल भी होगी RF केबल हो सकती है यहां वेवगाइड हो सकते हैं अब प्रॉब्लम यह है कि यह चीज़ रिफ्लेक्ट होने के बाद फ़ीड रेफ्लेक्टेड रे को रोक रही है इसलिए शक्ति का कुछ हिस्सा उस चीज़ पर नहीं जा रहा है जो एक चीज़ है और यह भी है कि दूसरी चीज़ इस चीज़ को परबोलॉइड रिफ्लेक्टर को उपग्रह के ऊपर माना जा रहा है लेकिन फ़ीड ग्राउंड पर दिख रही है आप देखते हैं फ़ीड में इस परबोलॉइड सरफेस के नीचे है यह भी यहाँ से संकेत प्राप्त कर रहा है इसलिए बहुत सारे ग्राउंड रेफ्लेक्टेड नॉइज़ को यह पकड़ता है इसलिए हम संवेदनशीलता को कम कर देंगे लेकिन इससे पहले कि यह एफिशिएंसी जो मायने रखती है क्योंकि यह फ़ीड इसे अवरुद्ध कर रही है जिसे ब्लॉकेज एफिशिएंसी कहा जाता है इसलिए एक स्पिलओवर था जिसमे कुल पावर पर कब्जा नहीं किया गया था अब जो कुछ भी फ़ीड रेफ्लेक्टेड हो रहा है और उसकी एक्सेसरीज को अवरुद्ध कर रहे हैं तो एक और चीज होगी जिसे eta b कहा जाता है यह ब्लॉकेज एफिशिएंसी है तो अंत में मैं लिखता हूं कि एफिशिएंसी क्या हैं जो एपर्चर एपर्चर एफिशिएंसी में शामिल हैं तो यह एक स्पिलओवर एफिशिएंसी होगी एक इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी है एक पोलेराइज़ेशन एफिशिएंसी है एक यूनिफार्म फील्ड एफिशिएंसी है फिर यह सरफेस रफनेस है यह सरफेस एरर है मैं रफनेस एरर एफिशिएंसी कहूंगा और फिर ब्लॉकिंग एफिशिएंसी तो यह सब एपर्चर एफिशिएंसी को प्रभावित करता है तो अंत में गेन कुछ भी नहीं है यह η एपर्चर एफिशिएंसी और एपर्चर की डिरेक्टिविटी का गुणा है इसके साथ ही मैं निष्कर्ष निकालता हूं बाद में हम देखेंगे कि कुछ ऐसी तकनीकें जिनके द्वारा इस ब्लॉकेज वाली चीज़ से निपटा जा सकता है